आपका स्वागत है व्याख्यान २७ में आज हम प्रबंधक सलाहकार परामर्शदाता और नेताओं के रूप में इंजीनियरों की भूमिका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इसलिए जैसा कि हम समझते हैं कि हम इंजीनियरिंग अभ्यास में नैतिकता के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम यह मानते हैं कि वे संगठनों के कर्मचारी हैं या वे स्वतंत्र सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और जब संगठनात्मक पदानुक्रम में प्रगति होती है वे नेताओं प्रबंधकों की भूमिका संभालने वाले होंगे जो उनकी केवल तकनीकी दक्षताओं से परे होंगे उन्हें इन दक्षताओं को भी विकसित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे इन भूमिकाओं को ग्रहण करने वाले होंगे इसलिए एक प्रबंधक नेता या हमारे सलाहकार की भूमिका निभाते हुए वे नैतिक मुद्दों की दुविधा का बड़ी संख्या में सामना करेंगे विभिन्न प्रकार के निर्णयों के बारे में जो उन्हें प्रबंधकों सलाहकारों या नेताओं की इस भूमिका में लेने के लिए चाहिए इन भूमिकाओं के संबंध में नैतिक मुद्दे क्या हैं और अभियंताओं की संभावित कार्रवाई तब क्या होनी चाहिए जब वे इस संबंध में दुविधा का सामना कर रहे हों वर्तमान मॉड्यूल इन्ही विचारों पर केंद्रित है वह इस मॉड्यूल में पूरे विस्तार के साथ दिया जाएगा तो आइए देखें कि इस मॉड्यूल में चर्चा के लिए क्या है यह मॉड्यूल पेशेवरों के रूप में इंजीनियरों की भूमिका पेशेवरों के रूप में प्रबंधकों को एक नैतिकता के वातावरण को बढ़ावा देना संघर्षों का प्रबंधन करना संघर्ष के समाधान के लिए सिद्धांत परामर्श इंजीनियरों प्रतिस्पर्धी बोली विज्ञापित करना सुरक्षा और ग्राहक की आवश्कताएँ इंजीनियरों का विशेषज्ञ प्रत्यक्षदर्शी और सलाहकार के रूप में भूमिका को कवर करेगा अदालतों में विशेषज्ञ गवाह अदालतों का दुरुपयोग योजना और नीति निर्माण में सलाहकार नैतिक नेतृत्व अत्यधिक प्रभावी नैतिक नेताओं की गतिविधियां और इंजीनियरिंग कार्य प्रबंधकों के रूप में उन स्थितियों से जिन्हें वे निपटते हैं और इन सभी बातों की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे अब सबसे पहले हम इंजीनियरों को प्रबंधकों के रूप में चर्चा करने जा रहे हैं तो हम पाते हैं कि हालांकि इंजीनियर पेशेवर के रूप में तकनीकी शिक्षा में एक पूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण से गुजरते हैं इसलिए अपने करियर के शुरुआती दौर में पूरा होने के बाद कुछ प्रारंभिक वर्षों में वे प्रबंधकों की भूमिका में चले जाते हैंजिसके लिए वे वास्तविक रूप में पाठ्यक्रम के किसी भाग में कोई भी प्रशिक्षण नहीं हैं जो उन्होंने इंजीनियरों के रूप में सीखा है इसलिए हम सोच सकते हैं कि यह परिवर्तनकाल क्यों होता है यह परिवर्तनकाल हो सकता है क्योंकि इसके दो कारक हैं कंपनियां आपको दोहरी भूमिकाओं के लिए पसंद कर सकती हैं क्योंकि यह प्रबंधक को हमेशा अच्छा लगता है जो तकनीकी पृष्ठभूमि को इंजीनियर के रूप में समझता है और निश्चित रूप से बहुत सारे कॉर्पोरेट प्रोत्साहन हैं जो प्रबंधन के क्षेत्र में इंजीनियर को आकर्षित कर सकते हैं इसलिए जैसा हम चर्चा कर रहे हैं हम उसे क्या समझते हैंकई कंपनियां अब इंजीनियरों को पसंद करती हैं जो प्रबंधकों की दोहरी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि कभी कभी उनकी तकनीकी समझ तकनीकी निगमों के प्रबंधन का पूरक है और कॉरपोरेट के काम के व्यवसाइक पक्ष में इंजीनियर को यह सिखाना आसान है क्योंकि आम तौर पर यह उनकी योग्यता का स्तर बहुत उच्च स्तर का है और उन्हें इसके बारे में सिखाना बहुत आसान है एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है इंजीनियरों का बहुत उच्च तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण कौशल होना और उन्हें समस्या समाधान में बहुत विश्वास है इसके लिए उन्हें लागत कम करने वाली आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसी भूमिकाओं को चुनने के लिए अधिक तैयार करना आसान है इसलिए क्योंकि इसके लिए बहुत से कम्प्यूटेशनल कौशल की आवश्यकता होती है जो इनकी मदद करता है संगठन में एक अतिरिक्त श्रमशक्ति बचाने के लिए इसलिए क्योंकि अगर एक व्यक्ति दोनों भूमिकाएं कर सकता है तो निश्चित रूप से संगठन के लिए आसान है क्योंकि यह भूमिका और लागत पर बचत कर रही है इसलिए भी क्योंकि तकनीकी पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति यदि वह व्यावहारिक कुशलता के व्यव्हार सम्बन्धित पहलुओं पर प्रशिक्षित हो सकता है इसलिए वह दोनों काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता है तो इंजीनियरों के लिए एक और कारण जो हमने चर्चा की है जैसी उन कंपनियों के बारे में है जहाँ दोहरी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रहा है इंजीनियरों के लिए आकर्षण का बिंदु निश्चित रूप से उच्च वेतन के लिए शामिल प्रबंधन संवर्ग है और इसमें उच्च वेतन में अधिक से अधिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा तथा मान्यता शामिल हो सकती है और संगठनों में दोहरी सीढ़ी वाहक विकल्पों की तरह यह व्यक्ति को प्रशासनिक या प्रबंधकीय भूमिकाएँ दोनों लेने में मदद करता है तो ये इंजीनियरों के लिए फिर से आकर्षण का बिंदु हैं जो धीरे धीरे तकनीकी से प्रबंधकीय या प्रशासनिक भूमिकाएँ में स्थानांतरित हो जाते हैं तो तकनीकी गुणों से प्रबंधकीय गुणों में अवस्थान्तर और वित्त विपणन मानव संसाधन के प्रबंधन में और फिर समन्वय और लोगों को उच्च परिशुद्धता वाले जोखिम भरे निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करना तो एक इंजीनियर को वास्तव में अपने पारस्परिक कौशल पर काम करना होगा क्योंकि उन्हें संगठन में बहुत से लोगों का प्रबंधन करना है तो ये एक ऐसे व्यक्ति की व्यावसायिक आवश्यकताएं हैं जो खुद को या प्रबंधक की भूमिका निभाने वाले के रूप में परिकल्पना करना पसंद करते हैं इसलिए एक प्रबंधक के रूप में इंजीनियर की प्राथमिक जिम्मेदारी न केवल उत्पाद के उत्पादन करने की होती है जो प्रकृति में मूल्यवान है बल्कि निश्चित रूप से एक अच्छी तरह से ग्राहक कर्मचारियों और आम लोगों की तरह लोगों के साथ संबंध संतुलन बनाए रखने के लिए है और उनके प्रति सम्मान जताने के लिए भी है और इसलिए प्राथमिक चिंता व्यक्तियों और सुरक्षित आचरण सुरक्षित उत्पाद के लिए होनी चाहिए और मुनाफे के लिए नहीं और जैसा कि आप प्रबंधकों के रूप में इंजीनियरों की 2 प्रमुख जिम्मेदारियों देख सकते हैं जैसे संगठन के भीतर एक नैतिक वातावरण को बढ़ावा और संघर्षों का समाधान हम इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक नैतिक वातावरण को बढ़ावा देने वाले नैतिकता को बढ़ावा देनाइसलिए जिसे हम नैतिक वातावरण समझते हैं यह एक कामकाजी वातावरण है जो संगठनों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों निर्णय लेते समय नैतिक रूप से कार्य संचालन जिम्मेदार है इसलिए नैतिक रूप से जिम्मेदार आचरण को मान्यता दी जानी चाहिए संगठन में जिसका सम्मान होना चाहिए और इसे छोटी अवधि और लंबी अवधि के निर्णय के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तो यह कैसे किया जाता है इस नैतिक रूप से जिम्मेदार आचरण को किस तरह प्रोत्साहित किया जाता है औपचारिक नीतियों प्रक्रियाओं के संगठित संयोजन से हो सकता है संस्थागत और कार्य स्थल पर अनौपचारिक प्रथाओं और परंपराओं के माध्यम से और प्रतिबद्धता से भी हो सकता है प्रबंधकों के रूप में इंजीनियरों को इस तरह के नैतिक वातावरण के निर्माण में एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि यह कई मामलों में है जैसे कि कार्य प्रबंधन तो अगर वे खुद को इंजीनियर के रूप में पेशेवरोंवे खुद इन प्रक्रियाओं प्रथाओं का पालन करते हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं प्रक्रियाओं की प्रथाओं का पालन करते हुए सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इसे स्वयं करना और लोगों का कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होना और और दूसरे भी उनसे सीखते है और प्रोत्साहित होते हैं और धीरे धीरे पूरा संगठन एक नैतिक संगठन की तरह कार्य करने जा रहा है ऐसा हो सकता है जैसे कि विभिन्न प्रकार के नैतिक वातावरण हैं और इनमें से कई दूसरे संगठनों में अंगीकार किये जा चुके हैं तो तो दो अति स्थितियां हो सकती हैं जैसे एक अति स्थिति में ऐसा हो सकता है जैसे जैसे व्यक्ति नैतिकता के प्रति संगठन के प्रति बहुत उदासीन है तो ये चर्चा केवल बोर्ड रूम या बैठकों में हो सकती है लेकिन संगठन इस बारे में बहुत गंभीर नहीं है कि नैतिक कार्य को कैसे संस्थागत बनाया जाए नीतियों और प्रक्रियाओं को पुनः परिभाषित कैसे किया जा सकता है कैसे करना चाहते हैं अनुवर्ती कार्रवाई की तरह इसका प्रत्येक कर्मचारी द्वारा पालन किया जाता है तो कैसेतो ये बातें नहीं हो सकती हैं वहाँ अन्य दूसरी अति स्थिति पर वो संगठन हैं जो जो न केवल मिशन और दूरदृश्टि में नैतिक आचरण अपनाते हैं बल्कि वे समझने में कितनी दिलचस्पी लेते हैं इसे संगठन में दैनिक कार्यों और प्रक्रियाओं का हिस्सा कैसे बनाया जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है तो आप 2 चरम अति स्थिति पा सकते हैं एक हिस्से पर जहां स्टाफ का प्रकार है संगठन हैं नैतिक वातावरण और अन्य चरम अति स्थिति के बारे में हैं जो संगठन नैतिक रूप से लगातार यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नैतिकता सबसे अच्छी कैसे हो सकती है संगठन में समावेशी और इसके लिए सकारात्मक उपाय करना तो दूसरी भूमिका इंजीनियरों की तरह वर्णित प्रबंधकों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ क्या पाते हैं जैसे संघर्षों में इसका मतलब है कि यह मूल्य असहमति है जो मैं दूसरे व्यक्ति का जो विश्वास है उसमें असहमति व्यक्त करता हूँ तो प्रबंधकों के पास अधिकार और जिम्मेदारी है संघर्षों को हल करने या रोकने के लिए जो कॉर्पोरेट दक्षता हानि पहुंचा सकता है इसलिए यदि संघर्ष एक स्वस्थ संघर्ष नहीं है अगर यह एक कार्यात्मक संघर्ष नहीं है लेकिन यह एक विघटनकारी संघर्ष बन जाता है जिसमें यह कॉर्पोरेट दक्षता को खतरा देता है फिर प्रबंधकों के पास इसको हल करने या रोकने के लिए प्राधिकरण और जिम्मेदारी है विरोध करता है इसलिए लेकिन ऐसा करने में प्रबंधकों को अपनी सत्तावादी शक्ति का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए दूसरों का मार्गदर्शन करें और जैसे निर्णय दूसरों पर कभी थोपना नहीं चाहिए तो मैं जैसा कि सुझाव दिया गया है उदाहरणों के अनुसार अग्रणी होकर प्रबंध करना चाहिए तो आपको एक नैतिक वातावरण बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है और यह इन बातों का महत्व यह है कि आप स्वेच्छा से कुछ प्रथाओं का पालन करके इसमें भाग लेते हैं तो हम एक प्रबंधक या इंजीनियर की नौकरी को क्या समझते हैं जो एक प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा है एक वातावरण बनाने के लिए है जिसमें संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल किया जा सकता है ऐसा करने के लिए यह समझें कि एक वातावरण बनाने के लिए जिसमें संघर्षों को रचनात्मक रूप से हल किया जा सकता है हमें पहले यह समझना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के संघर्ष क्या हैं जो आ सकता है या इंजीनियर मैनेजर किसी विशेष संगठन में जिसका सामना कर रहा होगा इसलिए जो हम पाते हैं इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधकों ने 7 अलग अलग प्रकार के संघर्ष को पाया है जिनका वे सामना कर सकते हैं तो पहले निश्चित रूप से है कार्य अनुसूची पर संघर्ष जब विशेष रूप से अन्य विभागों से अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है परियोजनाओं और विभागों पर संघर्ष कौन कितना संगठन के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं तो जो शक्ति केंद्र के अधिक करीब है वह संगठन के मुख्य निर्गमन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि उस तरीके से संसाधनों का आवंटन होगा और सत्ता का केंद्रीकरण जैसे कौन सा विभाग दूसरे से अधिक शक्तिशाली है यहाँ कार्मिक संसाधनों पर भी टकराव हो सकता है तकनीकी मुद्दों पर टकराव जैसे विशेष लागत अनुसूची उद्देश्यों के भीतर समस्याओं को हल करने के वैकल्पिक तरीके प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी टकराव हो सकता है व्यक्तित्व संघर्ष और लागत पर भी टकराव हो सकता है इसलिए हम अन्य इच्छुक दलों के साथ कई अलग अलग अंतरफलक के रूप में पाते हैं तो ये ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां संघर्ष हो सकता है तो इस संघर्ष को सुलझाने के एक तरीके के रूप में करने के परिणामस्वरूप इसमें क्या तरीके हो सकते हैं इस संघर्ष को हल किया जा सकता है संघर्ष समाधान के लिए 4 व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत हैं पहले लोगों को अलग किया जाता है समस्या से लोगों को अलग किया जाता है फिर होने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित होता है हितों की स्थिति नहीं विभिन्न प्रकार की संभावनाएं और मापदंड के विकल्प उत्पन्न करते हैं यह परिणाम कुछ मानक मानदंडों पर आधारित होंगे इस पर जोर देते हैं इसलिए पहले हम समस्या से लोगों को अलग यह कैसे किया जा सकता है इस पर गौर करेंगे इसलिएयह इंगित नहीं करता है कि केवल समस्या महत्वपूर्ण है लेकिन लोग महत्वपूर्ण नहीं और उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है यह चर्चा करने की कोशिश कर रहा है कि हम कैसे लोगों के बीच व्यक्तित्व झड़प से बच सकते हैं हम जो कुछ भी बहस करने जैसा है वह ऐसा है जैसे कि हमारे हाथ में कौन सा कार्य है और हो सकता है कि यह बहस बहुत स्वस्थ चर्चा को जन्म दे जो कार्य में अधिक सुधार सामने लाए लेकिन अगर वह लोगों को दोषी ठहराने और उनमें गलतियां खोजने जैसा है एक दूसरे के साथ जोर जबरदस्ती फिर यह एक अलग दृष्टिकोण लेता है और इसीलिए कई मामलों में लोग सिर्फ चर्चा के मूल मुद्दे को भूल जाते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं जो कि एक प्रकार का विघटनकारी संघर्ष है इसलिए यहां बताया गया है कि लोगों पर दोषारोपण करने के बजाय समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए हर दल या व्यक्ति विशेष को अपनी बात पहले पेश करने का बराबर मौका दिया जाना चाहिए अंतिम समाधान तक पहुँचने से पहले इसलिए आगे जब भी हम हितों की बात कर रहे हैं तब हितों पर ध्यान केंद्रित करें न कि स्थिति लाभ पर कभी कभी स्थिति की शक्ति के कारण क्या होता है लोगों का अनुबंध समाप्त करना पसंद हो सकता है और दूसरों को कुछ चीजें जबर्दस्ती स्वीकार करने के लिए तैयार करें लेकिन अगर एक संघर्ष को कम करने की आवश्यकता है तो कभी कभी हमें व्यक्ति अथवा संगठन के हित पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है न कि उन स्थित प्राधिकारी पर जैसे कि यह सुझाव कहां से आ रहा है और कि व्यक्ति कहाँ है और किस पदानुक्रम में है यहां स्थित प्राधिकारी निर्दिष्ट विचारों को संदर्भित करती हैं न केवल वे जो कर्मचारियों के सौदेबाजी के लिए एक पार्टी हैं लेकिन जो सही ढंग से सोच सकते हैं तो जैसे मुद्दों को हल करते समय यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए उन लोगों के हितों को पूरा करना चाहिए जो अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पदों पर हैं परंतु फिर से सभी पक्षों के हितों के लिए समाधान के साथ भी आना चाहिए तो यह उस तरह नहीं हो सकता जो स्थितिगत अधिकार में है उस का उपयोग करके सत्ता मुद्दों के समाधान का एकमात्र लाभ पाने की कोशिश कर सकती है और स्वयं के लिए अनुकूल निष्कर्ष तो और समाधान केवल उन लोगों के हितों की ओर केन्द्रित नहीं होना चाहिए जो अधिकार के पदों पर हैं लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए एक समाधान के साथ आयें जो सभी पार्टियों के लिए हित में हैं जो विशेष रूप से एक ही दृश्टिकोण को लेकर चिंतित हैं इसलिए सबसे अच्छा संभव समाधान क्या हो सकता है जब हम सभी पार्टियों में से हर एक के हितों के हितों के विषय में विचार करते हैं और हम सबसे अच्छा समाधान खोजने के प्रयास में लगे होते हैं इसलिए यदि हम ऐसा करना चाहते हैं यदि हम इसमें शामिल सभी पक्षों के हितों को देखना चाहते हैं और केवल वे नहीं जो अधिकार के पद हो सकते हैं और हमें उस समाधान के साथ आना होगा जो ज्यादातर शामिल सभी दलों के हित के बारे में सोचेगा फिर हमें एक विशेष समस्या के लिए क्या करना है हमें बुद्धिशीलता के लिए विकल्पों की विविधता विकसित करने की आवश्यकता है कि कैसे उनकी स्वीकार्यता प्रयोज्यता शामिल सभी दलों के हित में हो और इसलिए इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के विकल्पों की आवश्यकता है और अंतिम विकल्प आने से पहले यह तय किया जाए कि क्या करना है और क्या विकल्प होने चाहिए जिसमें सभी विद्यमान पक्षोंदलों पार्टी के व्यापक हितोँ का ध्यान रखा जा सके इसलिए अक्सर सबसे अच्छा समाधान समझौता विकल्प नहीं होते स्थित प्राधिकारियों के दृश्टिकोण में विभाजन करे लेकिन रचनात्मक विकल्प होते है कि जो कि पहले किसी के ध्यान में नहीं लाया गया है तो क्या होता है कि ऐसा समाधान नहीं होना चाहिए जो कि रचनात्मक विकल्प या बताई गयी स्थितियों बीच में विभाजन करने की कोशिश करेगा लेकिन हमें अधिक विकल्पों के साथ समाधान की कोशिश करनी चाहिएजहां हम उस विकल्प का चयन चयन करने जा रहे हैं जो इसमें शामिल सभी पक्षों की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रहा है है और न केवल वे जो आर्थिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी उचित हैं इसलिए हम एक देखभाल के दृष्टिकोण के रूप में क्या पाते हैं इसलिए हमें सभी इच्छुक पक्ष के हितों को ध्यान देने की आवश्यकता है सभी पक्षों के एक जैसी आवश्यक्ताओं का जवाब देना संभव हो सकता है या नहीं भी हो सकता है लेकिन हम हमेशा उनके जरूरतों आवश्यक्ताओं जिसको व्यक्त किया गया है के आधार पर एक क्रम बना सकते हैं और हमारे पास जरूरत पड़ने पर उन्होंने जो मंजूरी दी है उसके बाद संसाधनों की कमी के आधार पर एक क्रम बना सकते हैं है यह सबसे महत्वपूर्ण है इच्छुक पक्ष वह जिसकी जरूरतें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं उसे वरीयता क्रम में सबसे पहले उसके बाद दूसरी और तीसरा वाला इसलिए हमें उन विकल्पों का पता लगाना होगा जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हम किन तरीकों से शामिल सभी पक्षों की आवशयक्ताओं को पूरा कर सकते हैं है ताकि किसी को ऐसा न लगे कि हम मेरी आवाज नहीं सुनी गयी या प्रतिनिधित्व नहीं सुना गया तो प्रकृति के संतुलन के उस प्रकार को इंजीनियर को अपने भीतर विकसित करने का प्रयास करना चाहिए या खुद यदि वह स्वयं या खुद को एक प्रबंधक के रूप में कल्पना कर रहा है जो जिम्मेदार है संघर्ष के समाधान के लिए अब अगर हम फिर से इस चर्चा के लिए जा रहे हैं जहां अलग अलग विकल्प और लोग थे तो विकल्पों का विस्तार करना होगा और सोचना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है बेशक यह बताने के लिए कुछ तय मानक होना चाहिए कि यह सही है और यह है गलत और सब कुछ व्यक्तिपरक निर्णयों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है क्योंकि मूल्यांकनकर्ताओं के मूल्यांकन में भी भिन्नता है कि क्या सही है और क्या गलत है इसलिए चर्चा का अगला महत्वपूर्ण ध्यान आम तौर पर मानदंड की ओर केंद्रित होना चाहिए तो उद्देश्य मानक क्या है जैसे पालन करने की आवश्यकता है जैसे उन्हें देखने के लिए कि मानक पूरा किया गया है और इसलिए यह समाधान विकसित करने की आवश्यकता है इसलिए मापदंड यह है कि परिणाम कुछ उद्देश्य मानकों पर आधारित होना चाहिए तो जैसे अक्सर समस्याओं को हल करते समय कॉरपोरेट मानदंड का पालन किया जाना चाहिए इन मानदंडों को पूरा करने से पहले निष्पक्षता की भावना विकसित करना महत्वपूर्ण है अन्यथा असहमति पूर्वानुमानों अथवा निर्णयों के दावों में विकसित हो सकती है इसलिए प्रबंधक के नेताओं के रूप मेंअगर हम जैसे थे वैसे ही बढ़ रहे हैं यह बताना हमेशा लोगों को यह बताने के लिए तय नहीं करता है कि कुछ करें लेकिन यह भी अपने आप को करने जैसा है और फिर आप निरीक्षण करते हैं और करने के लिए प्रेरित करते हैं जिस तरह से मैं कर रहा हूं जिसे करने से खुद को आगे बढ़ने जैसा कहा जाता है तो उस विषय में जैसे जब हमें एक मापदंड पर पहुंचना है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक आम सहमति के लिए हम दूसरों के साथ चर्चा करें और कि विभागों में क्या मानक विशेष में पालन किया जाना है तो यह सभी के बीच निष्पक्षता की भावना विकसित करता है इसलिए हम छोटे मामलों को देखने की कोशिश करेंगे जैसा कि हम यहाँ व्यक्त विचारों में देखते हैं जैसे कि आप एक निगम के लिए उत्पादन इंजीनियर और तकनीकी प्रबंधक हैं जो चिकित्सा उपकरण बनाती है इसलिए चोट लगने से कटना या घाव होना की तरह चोटें दुर्लभ हैं लेकिन हम नहीं बता सकते हैं जैसे वे नहीं होते हैं वे होते हैं तो यह इंजीनियर के साथ भी हो रहे हैं इसलिए सहकर्मियों को कभी कभी पता चलता है जैसे उत्पादन विशेषज्ञ में से एक एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है जो मेरी देखरेख में काम कर रहा है उसमें एड्स विकसित हो सकता है कर्मचारी आपके पास आते हैं या तो वह पूछते हैं या उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए आप इंगित करते हैं कि स्थानान्तरण नहीं जब तक तुलनीय पद उपलब्ध न हो जाएँ लेकिन कर्मचारी जोर देते हैं तो कैसे आप इस विवाद का सबसे अच्छा समाधान कर सकते हैं तो हम यहाँ क्या पाते है कि इस विशेष स्थिति में 2 3 संघर्ष जैसी परिस्थितियां आ सकती हैं पहले कार्मिकों की सूचनाओं का आदान प्रदान है जैसे कि यह व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है संगठन इसके बारे में जानता है या इसके बारे में नहीं जानता है अगला है रूढ़िवादिता के संदर्भ में व्यक्ति का परिणाम मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा जो कुछ गुणों के अधिकारी हैं या कुशल हैं मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करूंगा जिनके पास वह गुण या कुशलता नहीं है जैसे यहाँ क्या जानना चाहते हैं कि श्रमिकों को एचआईवी पॉजिटिव वाले व्यक्ति के साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं थी अब जैसा कि बताया गया है कि हम इस मामले में एक निर्णयकर्ता रूप में हैं कई लोगों में समय दुविधा होगी क्योंकि क्या अधिक संख्या में उपस्थित श्रमिकों की को सुनना है और कुछ कार्रवाई करनी है लेकिन फिर से ये कार्य उस व्यक्ति के लिए काम के अधिकार का उल्लंघन करेंगे जो एचआईवी पॉजिटिव है तो आप इस तरह से करते हैं कि आप साधनों के साथ नेतृत्व कर सकते हैं चाहे आप स्वीकार करें एड्स वाले व्यक्ति आपके काम के प्रकार या नहीं के लिए निर्भर करता है जैसे कि यह एक है आवश्यक मानदंड की तरह विशेष व्यक्ति को खारिज करने के लिए इसलिए यह एक आवश्यक गुण नहीं है और इस तरह यह एक त्रासदी के लिए आगे बढ़ रहा है है यह एक रुढ़िवादिता है फिर क्या होता है आप व्यक्ति को गले लगाकर और उसे एक संगठन में लगाकर एक सकारात्मक कदम दिखा सकते हैंजहां वास्तव में व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के कारण नौकरी नहीं खोता है और अगर उस विशेष नौकरी में यह स्वास्थ्य मुद्दे सीधे तौर पर कर्मचारी प्रदर्शन की प्रकृति से नहीं जुड़े हैं तो और अगर यह किया जाता है और यदि अन्य देखते हैं जैसे आपकी सकारात्मक मानसिकता और समर्थन आप इन पर कार्रवाई कैसे कर रहे हैं और अगर आप गलत विचारों को हटाने की कोशिश भी करते हैं तो हो सकता है कि अन्य लोगों के मन में डर हो और उन्हें इस एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति के साथ बातचीत करने दें शायद यह बेहतर ढंग से संघर्ष का जवाब देने की कोशिश करेगा तो एक तरफ आपको यह देखने की जरूरत है कि क्या जो व्यक्ति इस मामले में है यह बीमारी उसके प्रदर्शन में बाधा है या नहींवह यहाँ पर इंगित करता है यदि ऐसा नहीं है तो हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं और उसे कुछ लाभों से वंचित कर सकते हैं जैसे कि अन्य कर्मचारी कर रहे हैं लेकिन कहा कि सुरक्षा की वजह से अन्य कार्यकर्ता जो रहते हैं जो इस कारण से इस व्यक्ति के साथ बातचीत करने के लिए एक नहीं हो सकते हैं उनके दिमाग में कुछ रूढ़वादिता है तो आपको उन व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा इसके अलावा और शायद इसके बारे में जागरूकता शिविर उत्पन्न करना और ढूंढना अधिक महत्वपूर्ण है बाहर क्या मामलों में की तरह है और क्या प्रकार नहीं है ताकि उन्हें पता चले कि यह अंदर है एक बेहतर तरीका है कभी कभी क्योंकि वे अज्ञानी होते हैं वे कुछ के बारे में निर्णय लेने की कोशिश करते हैं ऐसे मामले जो गलत व्याख्या हो सकती है इसलिए इस तरह से इसमें शामिल होने की जरूरत है इसलिए हम जो इस तरह पाते हैं वह आगे बढ़ेगा यह चर्चा मानदंड और के आधार पर होगी जो वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित है इसलिए हल करते समय मापदंड का पालन किया जाना चाहिए समस्या इसलिए इस मापदंड को पूरा करने से पहले निष्पक्षता की भावना विकसित करना महत्वपूर्ण है तथा जैसे अन्यथा अगर लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें पहले की तरह परामर्श दिया गया है किसी भी मानदंड को तय करना जिसका पालन हर कोई करना चाहता है तो हो सकता है असहमति और स्वयं शक्ति की प्रतियोगिता का विकास तो उस पर वापस जा रहे हैं हम वहाँ पर पाते हैं इस विशेष मामले में आप भी हो सकता है जानने की कोशिश करो क्योंकि यहाँ इस मामले में तुलनीय पदों के लिए कोई स्थानान्तरण उपलब्ध नहीं है तो आप जो कर रहे हैं वह इस तरह है जैसा कि निष्पक्षता की भावना है तो तो इसको हल करने का निर्णय इस व्यक्ति को हटाने या स्थानांतरित करने के लिए हो सकता है जो व्यक्ति के लिए भेदभाव हो सकता है और उस व्यक्ति के लिए उचित निर्णय नहीं है इसलिए जब हम इस संघर्ष को हल करने के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं ये सभी धारणाएं हैं जो सच हैं या नहीं यदि आप इसके बारे में गहराई से सीखने के लिए जाना चाहते हैं तो एक उत्पादन इंजीनियर के रूप में आप की जिम्मेदारी का पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा इस मामले में तकनीकी प्रबंधक लोगों के मन में उचित जागरूकता विकसित करना एक उचित प्रतिक्रिया विकसित करें और शायद आप एक कदम आगे बढ़ाएं भय को दूर करने के लिए अपने संगठन और अपने जीवन में व्यक्ति को स्वीकार करना पसंद है और अगर दूसरे निरीक्षण करते हैं और देखें कि आप संपर्क में होने के कारण किसी भी प्रतिकूल परिणाम का सामना नहीं किया है इस एचआईवी व्यक्ति के साथ शायद अन्य लोग भी अपने विचार बदलने जा रहे हैं इसलिए आगे हम परामर्श इंजीनियरों की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे प्रबंधकों के रूप में नेताओं की भूमिका के बारे में चर्चा की और आगे हम परामर्श इंजीनियरों की भूमिका चर्चा करने वाले हैं इसलिए हमने यहां 3 भूमिकाओं को देखा है प्रबंधकों के रूप में नेताओं के रूप में और सलाहकार इंजीनियर इस चर्चा में हमने नेता की भूमिका के बारे में चर्चा की है प्रबंधकों के रूप में हम परामर्श इंजीनियरों के रूप में उनकी भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं यहां जब हम परामर्श इंजीनियरों की भूमिका पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं हम इंजीनियरों की उन भूमिकाओं पर चर्चा कर होंगे रहे होंगे जो निजी छेत्रों में कार्य कर रहे है और वे वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं लेकिन उन्होंने फीस के लिए उचित धनराशि दी गयी है है जो सेवाएं निजी तौर पर दी हैं और इससे संबंधित विभिन्न परस्पर विरोधी मुद्दे हो सकते हैं जिसे हम अगले मॉड्यूल में देखने जा रहे हैं धन्यवाद